डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में चर्चा की है उसकी बुनियादी बातों की चर्चा की इस पृष्ठभूमि में इस सप्ताह में हम मुख्य रूप से क्वेरी में कुछ उन्नत स्तर की सुविधाओं के बारे में चर्चा करेंगे वर्तमान मॉड्यूल में हम पहले इतिहास के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कैसे डेटा को परिभाषित करना है और कैसे उनमें हेरफेर करना शुरू करें एसक्यूएल वास्तव में किस मानक का पालन कर रहा है तो पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे वह डीडीएल में तालिका बनाने की विशेषताएँ हैं इसलिए यह उस स्कीमा को निर्दिष्ट करता है और यह विभिन्न प्रकार की अखंडता बाधाओं को भी परिभाषित करता है बाद में हम देखेंगे कि इसे अन्य संबंधित जानकारी जैसे कि अनुक्रमण सुरक्षा प्राधिकरण भौतिक भंडारण इत्यादि को भी निर्दिष्ट करना होगा तो पहले संभव मूल्यों का डोमेन में पूर्णांक मूल्यों की एक छोटी श्रृंखला दे सकता है फिर एक संख्यात्मक प्रकार होता है जो अक्सर बहुत महत्वपूर्ण होता है जो कहता है कि इस प्रारूप में लिखे जाने वाले अंकों की इस प्रारूप में संग्रहीत होने वालों की सटीकता क्या है तो डी संख्याएँ आदि हो सकती हैं और वहाँ कुछ और डेटा प्रकार हैं जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे इन सभी डोमेन में कोड करने का प्रयास करेंगे अब तालिका बनाने के लिए आप जिस तरह से चलते हैं वह यह है एसक्यूएल कोई अवरोध नहीं प्रदान करता हो लेकिन अक्सर आपके पास कई अवरोध होंगे साथ काम करने के लिए तो यहाँ एक उदाहरण है तो इसमें हम इस प्रशिक्षक तालिका के निर्माण को कोड का होता है तो यह 2 दशमलव स्थान हो सकता है और आकार अधिकतम 8 हो तो यह परिभाषा का मूल रूप है जो हमारे पास एक तालिका को बनाने के लिए एक तालिका को परिभाषित करने के लिए या एक स्कीमा को परिभाषित करने के लिए है अब हम क्रिएट टेबल हो सकते हैं अब हम अतिरिक्त रूप से कहते हैं कि प्राथमिक कुंजी आईडी नहीं हो सकता है तो यह समान रूप से अंतर करने में सक्षम नहीं होगा हमारे पास आखिरकार तीसरी अखंडता अवरोधक है जोकि विदेशी कुंजी है जो कहता है कि यह इस तालिका विभाग को संदर्भित कर रहा है और इसकी विदेशी कुंजी यहां है dep name यह विशेष फ़ील्ड एक विदेशी कुंजी है जो विभाग तालिका की एक कुंजी है और इसलिए हम इसे इस तालिका से एक विदेशी कुंजी के रूप में संदर्भित कर पाएंगे और हम जानते हैं कि यह विभाग तालिका में महत्वपूर्ण कुंजी होगी तो ये अखंडता अवरोधक को निर्दिष्ट करने के तरीके हैं तो यहाँ कुछ और उदाहरण हैं इसलिए मैं उनके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा आपसे अनुरोध है कि आप समय निकालें और उन्हें ध्यान से समझें फिर से ये यहां मौजूद अलग रिलेशंस जानकारी प्राथमिक कुंजी के बारे में प्रदान की गई है और विदेशी कुंजी के बारे में भी जानकारी दी गई है यहां विभाग का नाम विदेशी कुंजी है जो इस बिंदु पर मैप कर रहा है इसी तरह की चीजें उन रिलेशंस का संदर्भ लेता है तो यह बताता है कि डेटा परिभाषा भाषा का उपयोग करके विभिन्न तालिकाओं को कैसे बनाया जा सकता है यहां एक बात पर ध्यान दें कि आपको यह देखना चाहिए कि यदि आप इस सेक्शन से क्योंकि वे प्राथमिक कुंजी हैं

तो वे अलग हो सकते हैं इसलिए यदि हम इसे प्राथमिक कुंजी से हटाते हैं तो हम यह शर्त लागू करेंगे कि कोई भी छात्र एक पाठ्यक्रम दो सेक्शन में हैं

आगे बढ़ते हुए आइए देखें कि कैसे अद्यतन करें या वास्तव में अलग अलग रिकॉर्ड के दौरान निर्दिष्ट किया गया है तो इन बातों को याद रखना होगा और इसलिए हर रिकॉर्ड का उपयोग करके तो अल्टर टेबल एक संकेत शब्द है और फिर विशेषता का नाम याद रखें कि सभी डेटाबेस संचालन आपको एक विशेषता को छोड़ने की अनुमति नहीं देते यानी कि विशेषताओं को हटाने के लिए अल्टर टेबल और इसलिए यह कुछ में काम करता है और बाकी में काम नहीं करता है अब यह तालिका की परिभाषा और डेटा की मूल परिभाषा के बारे में था इसलिए अब हम मूल क्वेरी करूं और विभिन्न जानकारियां कैसे प्राप्त करूं तो एक एसक्यूएल निर्दिष्ट करता है तो आर1 की विशेषताओं के संदर्भ में डाल दिया जाएगा तो यह एसक्यूएल में हम कह रहे हैं कि हम जिस विशेषता का चयन करना चाहते हैं वह विशेषता का नाम है

तो यह ऐसा होगा प्रशिक्षक तालिका में 4 विशेषताएं है आईडी नाम विभाग का नाम और वेतन और उनमें से यह बस प्रशिक्षक का नाम लेगा और आउटपुट तालिका में सूचीबद्ध करेगा तो बुनियादी चयन के रूप में ऐसा होता है और यहां आप यह बात भी नोट कर सकते हैं कि SQL में सब कुछ केस इनसेंसेटिव में इसलिए आप उस शैली को चुन सकते हैं जिसे आप उपयोग करना पसंद करते हैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए जिसे की हमने रिलेशनल में समान हो उस तालिका की सभी विशेषताओं में और इसके बहुत सारे परिणाम होंगे और हम देखेंगे कि कितनी बार इस गुण का उपयोग करना होगा इसलिए यदि आप एक सामान्य सेट थेरैटिक

तो सिलेक्ट डिस्टिक डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर के साथ आएंगे अगर किसी विभाग में 3 प्रशिक्षक थे उस विभाग का नाम तीन बार होगा आप सिलेक्ट होंगे उतने मिल जाएंगे सिलेक्ट क्लाज नाम आईडी नाम और मासिक वेतन मिलेगा और मासिक वेतन में आपके पास वास्तव में एक संगणना होगी जो कि वेतन को 12 से भाग करके है और इसी तरह आप विभिन्न प्रकार के अंकगणितीय परिचालनों का उपयोग कर सकते हैं अब हम वेयर क्लॉज और यह निर्दिष्ट करने के लिए कि वे कंप्यूटर विज्ञान विभाग से हैं आप निर्दिष्ट करेंगे कि विभाग का नाम कंप्यूटर विज्ञान के बराबर है इसलिए यह सुनिश्चित करेगा कि आप रिकॉर्ड का चयन तभी करें जब यह शर्त पूरी हो जाए इसलिए सभी रिकॉर्ड जिनके लिए विभाग का नाम कंप्यूटर विज्ञान से अलग है उन्हें यहां शामिल नहीं किया जाएगा आप अलग अलग तार्किक संयोजकों का उपयोग करते हुए विधेय लिख भी सकते हैं या नहीं आदि तो यहाँ एक उदाहरण है जहाँ आपको 80000 से अधिक वेतन वाले कंप्यूटर विज्ञान के सभी प्रशिक्षक ढूंढ रहे हैं इसलिए केवल वही रिकॉर्ड जहां विभाग का नाम कंप्यूटर विज्ञान है और वेतन 80000 से अधिक है उसे परिणाम में चुना जाएगा तो और फिर प्रोजेक्शन वास्तव में विभिन्न प्रकार की चीजें लिख सकता है अंत में फ्रॉम क्लाज का उपयोग किया है इसलिए प्रशिक्षक के सभी फील्ड इत्यादि के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण गणना कैसे दे सकता है इसलिए यहां कार्टेसियन प्रोडक्ट है इसलिए यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि रिलेशन है

तो यह वह है जिसे हमें संक्षेप में प्रस्तुत करना है हमने रिलेशनल भाषा की प्रमुख भाषा सुविधा होगीजिसके बारे में हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से सभी पर चर्चा करना जारी रखेंगे